Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture - 48 लेक्चर 48 3Phase Circuits Contd थ्री फेज सर्किट कॉन्टिनुइड रिफर स्लाइड टाइम 0015 माना कि यह उदहारण है तो लाइन में 5 j2Ω एक इम्पिड़ेंस कनेक्टेड है यह कनेक्टेड है यह 10 j8 10 j8Ω लोड कनेक्टेड हैं और यह एंगल 0110 एंगल 120 110 240 है यह सोर्स कनेक्टेड हैं और लाइन में हर लाइन में 5 j 2Ω 5 j 2Ω और 5 j 2Ω इम्पिड़ेंस कनेक्टेड है और करंट Ia Ib Ic पहले ही दिया गया है तो अब Zअगर इसका मतलब हैं यह क्या कर सकता हैं इस के साथ कंफ्यूज नही होना चाहिए कि यह क्या कर सकता हैं यह सब समान हैं यह 5 j2 Ω 10 j8 एक साथ जोड़कर इसे एक Z के रूप में बनाते हैं यह आईडिया हैं रिफर स्लाइड टाइम 0111 तो इस मामले में Zi सॉरी ZY5 j2 10j8 15 j6 Ω है इसलिए Ia समान संबंध की गणना करें हालांकि जो लाइन दी गई है वह एक साथ जुड़ गई है जहाँ IaVan अपओन Zy110 एंगल 015 j 6681 एंगल 218o एम्पीयर है वास्तव में इस इक्वेशन को डीराइवड किया गया हैं IbIa एंगल 120o इसीलिए यह 681 होगा इसलिए क्या बोलते है Ia 681 218o तो यह 218o 120o इसलिए 1418o होगा रिफर स्लाइड टाइम 0155 इसी तरह मैं Ic Ia एंगल 240o इसलिए 681 एंगल 218 यह हमें यहां 218o 240o मिला है तो यह एक Ic 681 होगा लेकिन वास्तव में इसमें कोई डाउट या कुछ भी नहीं होना चाहिए असल में यह एक Ia यह एक इसका मतलब हैं 681 एंगल 218o यह एंगल 120o क्योकि 1 से 1 यह एक हैं तो इन दोनों को जोड़ा जाता है तो यही कारण हैं कि यह चीज़ इसी तरह यहाँ हैं तो मुझे Ic 681982o मिलेगा यह 240 2218o क्यों है बस दुसरे तरीके से इसे 360o के साथ जोड़े जिस तरह से vb va कि vc लेग्गिंग 240o दिखाते हैं तो 360o जोड़ने के अन्य तरीके को तब लेगिंग करना चाहिएरिफर टाइम 250 इसीलिए अन्य तरीके से यह लीडिंग हैं 360o को इसके साथ जोड़े तो 360 240 218 को 982o एम्पीयर मिलेगा रिफर स्लाइड टाइम 0303 इसे स्वयं करें अन्य फेजर डायग्राम तो लाइन वोल्टेज VL और हम जानते हैं कि VL 3 इन टू फेज वोल्टेज मैग्नीटयूड रिफर स्लाइड टाइम 0311 इसलिए हम Vab जानते हैं इसलिए यह भी डीराइवड है Vab√3 Vp एंगल 30o और VL √3 Vp तो VL एंगल 30oVbc √3 Vpएंगल 90o जो हमने भी किया हैं तो वह VL एंगल 90o√3 VpVL और Vca√√3 Vp एंगल 210o कि VL एंगल 210o हैं यह सब चीजें फेजर डायग्राम में है हमने इसे बनाया है यह सब चीजें वहां हैं Vab को क्या कहते हैं Vbc को एक और Vca को Van के संबंध में यह कहा जाता हैं इस से मैं फेजर डायग्राम में नही जा रहा हैं रिफर स्लाइड टाइम 0401 मेरा मतलब है कि इस फेजर डायग्राम से फिर से मुझे टॉप पर जाना होगा बस यहाँ इस फेजर डायग्राम से इसके संबंध में यह एंगल 30o है Van के संबंध में यह 90o है और Van के संबंध में यह 210o हैं तो यही Vab Vbc और Vca कहलाता हैं रिफर स्लाइड टाइम 0423 अब यदि Vab Vbc को डिवाइड करते हैं यदि Vab Vbc बनाते हैं तो यह VL एंगल 30 VL एंगल 90 हैं इसलिए Vbc है यह हैं कि यह ऊपर जाएगा यह 120o होगा तो Vbc Vab 120o इसी तरह Vab Vca अगर बनाते हैं तो VL एंगल 30 प्राप्त करेगा जबकि VL एंगल 210o Vca Vab एंगल 240o मिलेगा या 360 को उस तरह से जोड़ देंगे जेसे Vca Vab एंगल 120o यह संबंध है रिफर स्लाइड टाइम 0501 अब बैलेंस्ड कनेक्शन पर आ जाएगा लेकिन लोड ∆ कनेक्शन है रिफर स्लाइड टाइम 0507 तो यह मेरा सोर्स है और यह मेरा ∆ कनेक्शन है अब सवाल यह है कि यदि इस बात को कम करे कि यह एक्सप्लेनेशन के लिए पहले होगा तो अगर यह देखो यह या यह सर्किट कि यह मेरा Van है यह मेरा Vbn है और यह मेरा Vcn है और यह मेरा ∆ कनेक्टर लोड Z∆Z∆Z ∆ है तो यह एक लाइन करंट Ia हैं लाइन करंट Ib और लाइन करंट Ic है और लोड फेज में करंट यह ICA कैपिटल AB ICA कैपिटल A से B है यह A से B ICA कैपिटल B से C और ICA कैपिटल C से A है यह मेरा फेज करंट और हैं और यह मेरा लाइन करंट है यह मेरा लाइन फेज करंट है अब यदि उदहारण के लिए अप्लाई करे तो हम उस पर आयंगे लेकिन यह बता रहे हैं कि क्या KCL अप्लाई करते हैं कि यह करंट आ रहा हैं आ रहा हैं तो यह करंट Ia हैं यह ICA करंट भी यहाँ आ रहा है इसलिए ICA और यह करंट जिसे हम कहते हैं कि यह बाहर जा रहा है यह है IAB 0 इसका मतलब है मेरा Ia IAB ICA तो इसी तरह KCL को यहां अप्लाई करना होगा यहाँ KCL को अप्लाई करना होगा तो इस केस में लाइन करंट फेज करंट नहीं है क्योंकि यह लाइन करंट है उसके बाद यह फेज करंट है और यह लाइन करंट हैं इसलिए हमें लाइन करंट के बीच कुछ रिलेशनशिप का पता लगाना होगा और यह लाइन करंट है और फेज़ करंट है यह लाइन करंट है तो यह ∆है इसीलिए इस केस में इस केस में तो मुझे बस ज़ूम बढाने दे इसलिए यह सर्किट मैंने कहा है रिफर स्लाइड टाइम 0653 अब बैलेंस्ड ∆ के लिए तो Van फिर से एंगल 0o Vbn एंगल 120o और Vcn एंगल 120o देता है और हम भी जानते हैं VabVab√3 Vp30o यदि सर्किट देखे यदि सर्किट देखे तो हम इसे Vabयह कहते हैं बस मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ VabV स्माल ab V कैपिटल AB हैं रिफर स्लाइड टाइम 0725 यह बहुत सिंपल है क्योंकि यदि यह b है और यह a है कि यदि यह Vab हैतो यह Vab और हैं क्योकि कोई भी चीज यहाँ से कनेक्टेड नही हैं और यह B हैं तो कोई यहाँ से कनेक्टेड नही हैं VabVab इसी तरह B cc के लिए a तो में इसे क्लियर दूँ इसका मतलब हैं कि मेरा VabV कैपिटल AB√3 एंगल 30o वही बात Vbc भी वही बातVpएंगल 90oVca भी Vca√3 Vp एंगल 210o रिफर स्लाइड टाइम 0813 अब IAB Vab Z ∆ क्योंकि यह मेरा सर्किट है इसका मतलब है कि यह वोल्टेज यह वोल्टेज वह Vab जो कि मेरा Vab हैं यह वोल्टेज A से B और Vabवही वोल्टेज इम्पिड़ेंस और यह मेरा Z∆ IAB है तो IAB Vab Z ∆ इस फेज के लिए तो यहाँ एक ही बात हम एक ही बात लिख रहे हैं IAB VabZ∆ के बराबर हैं IBCVbcZ∆ ICAVcaZ ∆आल हैं रिफर स्लाइड टाइम 0843 तो अब इस फेज करंट को अप्लाई करने का एक और तरीका हैं KVL अप्लाई करनाउदहारण के लिए लूप के आसपास KVL को अप्लाई करना मेरा मतलब है कि यदि ऐसा हैं तो KVL को कॉल करे तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम इस लूप में KVL अप्लाई करते हैं हम इस मामले में KVLको अप्लाई करते हैं इस टर्म के बाद क्या होगा तो Z ∆IAB तो टर्मिनल पहले Vbn फिर Van 0 हैं इसका मतलब है कि मेरे IAB Van Vbn Z ∆ और हमें अब मिला Van Vbn 3 एंगल 30o अब मिल गया उसी तरह हम इसे प्राप्त करेंगे तो यही कारण है कि IAB इस तरह लिख सकते है इसी तरह दुसरे के लिए भी अन्यथा हम भी ऐसा कर सकते हैं यह एक समान अन्य दो के लिए हैं जिसे हम कर सकते हैं रिफर स्लाइड टाइम 0947 तो इसका मतलब है यहाँ इसीलिए लिखा जा रहा हैं कि यह एक IAB Van Z∆ हैं जो वास्तव में कुछ भी नही हैं लेकिन Vab हमने फेजर डायग्राम Z∆ पर अर्थात Vकैपिटल ABZ ∆ के रूप में यहाँ प्राप्त किया इसी तरह bcc के लिए हम इसे प्राप्त करेंगे तो लाइन करंट को फेज करंट के द्वारा नोड्स IBC पर KCL अप्लाई करने से प्राप्त किया जाता हैं मैने नोड पर दिखाया अगर अप्लाई करते हैं तो Ia IAB ICA होगा IaIBC IAB होगा मैंने एक दिखाया यहाँ ये सब यहाँ नोड A नोड B नोड C पर KCL अप्लाई होने पर यह सब कही हैं और इस इक्वेशन को प्राप्त करेगा इसी तरह मैं Ic ICA IBC अब IAB ICA IAB Vab Z ∆ और ICA Vca Z ∆ यदि ऐसा करे कि IAB और ICA एरियाइन्टिजर Z ∆Z ∆CA है तो Z ∆ Z ∆ कैंसिल कर दिया जाए तो IAB ICA वास्तव में Vab Vca है यह उनके IAB फेज के करंट के प्रपोशनल है और ICA यह लाइन वोल्टेज Vab Vca कि एक ही बात है रिफर स्लाइड टाइम 1057 तो IAB ICA Vab लिखे और Vca Vab एंगल 240o विकल्प को जाने इसलिए तो Vab को कैंसिल कर दिया जाए इसलिए ICA IAB एंगल 24240o के बराबर होगा इसका मतलब है कि IBCको भी इसी तरह IAB एंगल 120o प्राप्त करेगा इसके लिए IAB IBC को कॉल करे वही रिलेशन 120o प्राप्त करेगा यह बहुत सिंपल है कुछ भी नहीं है बस वहां डाल दिया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप यह कर देगा इसलिए IBC को IAB 120o मिलेगा यह बैलेंस्ड है रिफर स्लाइड टाइम 1139 इसलिए इस मामले में हम जानते हैं IaIAB ICA तो IAB रखते हैं लेकिन ICA IAB एंगल 240o यहाँ ICA IAB एंगल 240o डालें यदि सिम्पलीफाइ तो Ia 3 IAB एंगल 30o मिलेगा इसका मतलब है कि लाइन करंट 3 टाइम फेज करंट और एंगल 30o है और मैग्नीटयूड वाइज लाइन करंट IaIb Ic मतलब लाइन करंट मैग्नीटयूड हैं और फेज करंट Ip मोड़ IABमोड़ IBCमोड़ ICA फेज करंट तो इस मामले में यह मेरा फेज करंट है इसलिए IL वास्तव में लाइन करंट 3 टाइम फेज करंट ∆ कनेक्शन के लिए दिखाया गया है रिफर स्लाइड टाइम 1221 तो पहले हमने लाइन करंट देखा कनेक्शन लाइन को क्या बोलेंगे लाइन वोल्टेज√3 लाइन फेज वोल्टेज और ∆ कनेक्टर के लिए वोल्ट लाइन करंट जो कॉल उस के लिए जा रहा हैं यानी √ 3 टाइम फेज करंट तो ILL√3 टाइम फेज करंट हैं इसलिए यह सिर्फ एक रिलेशनशिप है जो हम इसे प्राप्त करेंगे बाकी को 120o से अलग करें तो भले ही यह सिर्फ बैलेंस को देखता है यह देखेगा कि यह सिर्फ 120o अलग हो जाएगा तो यदि फेजर डायग्राम ड्रा किया जाए तो यह मेरा IAB है यह मेरा IBC है यह मेरा ICA है यह मेरा फेजर करंट है और यह तब है जब Ia इस फेज करंट एंगल 30o लेग कर रहा है यही कारण हैं कि Ia30o तब Ib30 फिर Ic इसी तरह केवल 120o के बीच का हिस्सा ड्रा करते हैं जिसे हम लाइन करंट के बीच कहते हैं और साथ ही जब फेज़ करंट ड्रा करते हैं तो ये सभी फेज़ करंट 120o होते हैं तो यह फिगर 15 है तो यह मेरा फेजर डायग्राम है कही भी Ia 3 एंगल IAB 30o Ib Ia एंगल 120o और Ic Ia 120o रिफर स्लाइड टाइम 1335 तो यह वास्तव में हमारा रिलेशनशिप है जो वोल्टेज के अनुरूप है तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए रिफर स्लाइड टाइम 1350 इसलिए ∆ सर्किट को एनालाय्ज़िंग का एक विकल्प हैं ∆ कनेक्टेड लोड को ∆ ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके ∆ सर्किट से कनेक्टेड लोड में बदलना यह ज्यादा नहीं है क्योंकि यह DC सर्किट के समान है मैं कभी भी इन चीजों को अधिक लंबा नहीं बनाना चाहता था रिफर स्लाइड टाइम 1405 तो Z Z ∆ 3 यदि ऐसा करते है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिस्टम हैं जेसा कि फिगर 10 में हैं तो यह वह कॉल हैं जिसमे अगर हैं तो इस ∆ को मे ट्रांसफॉर्म करें यह एक सिस्टम होगी जैसे फिगर 10 प्राप्त करे सोर्स लोड तो यहाँ ZyZ∆ 3 है रिफर स्लाइड टाइम 1427 अब यदि इस एकुइवेलेंट सर्किट को सिंगल फेज की तरह देखें तो यह Van है यह Ia और ZyZ∆ 3 है एक साधारण सा दृश्य जैसे कि यह सिंगल फेज बैलेंस्ड है इसलिए केवल एक फेज का रिप्रजेंटेशन किया जाता है तो यह केवल लाइन करंट को कैलकुलेट करने को अलाऊ करता हैं इसलिए ∆ ट्रांसफॉर्मेशन ∆ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पोसिबल हैं इसे ∆ से से ∆ कन्वर्ट कर सकते हैं रिफर स्लाइड टाइम 1455 तो एक बैलेंस्ड एबीसी सीक्वेंस का छोटा सा उदहारण लें जो Van 100 एंगल 10o के साथ सोर्स कनेक्टेड है वोल्टेज एक ∆ कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड से कनेक्टेड है जो पर फेज 8 j 4 Ω है जो पर फेज और लाइन करंट को कैलकुलेट करता हैं Z ∆ को 8 j 4 दिया गया है जो कि 8944 एंगल 2657o है रिफर स्लाइड टाइम 1519 यदि फेज वोल्टेज Van100 एंगल 10o वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज में VabV कैपिटल AB√3 Van होगा अभी हमने देखा है कि यह √3 Van एंगल 0o है रिफर स्लाइड टाइम 1533 और Vab √ 3 तो यह 100 एंगल Van 100 एंगल 10o है इसलिए √300 एंगल 10 30 हैं तो 1732 एंगल 40o वोल्ट इसलिए IAB जो कि फेज करंट VabZ∆ है इसलिए इस सभी वैल्यू को सब्सीटीयूड करने पर 1936 एंगल 1343o एम्पीयर मिलेगा बाकी एक 20o शिफ्टिंग कर रहे हैं तो IBC IAB एंगल 120o होगायह 1936 होगा तो 1343 120 तो यह एंगल करंट डायमेंशन होगा एक बार 65o एम्पीयर के नीचे इसी तरह I C IAB एंगल 240o IAB एंगल 120o यह 240 हैं इसलिए इसे 120o के रूप में बनाना तो हम 1936 1343 120 इसलिए 1936 एंगल 13343o वास्तव में यह चीजें बहुत सिंपल हैं बस इस बुक के माध्यम से थोडा आगे बढ़ें और बस सुने कि यहां क्या डिसकस किया है और इस चीज के बारे में चिंतित होने कि कोई बात नही है यह 3 फेज बहुत आसान लगता है तो यह एम्पीयर है रिफर स्लाइड टाइम 1643 तो लाइन करंट Ia को हम जानते हैं अभी हमने √3 IAB एंगल 30o प्राप्त किया है तो इन सभी चीजों को सब्सीटीयूड करें इसलिए IAB 1936 एंगल 1343o 30o था रिफर स्लाइड टाइम 1659 इसी तरह Ib Ia एंगल 120o Ia कि वैल्यू सब्सीटीयूड करे इसलिए Ib इतना होगा करंट समान मैग्नीटीयूड बैलेंस्ड 33 हैं एंगल सिर्फ r है क्या कॉल करे यदि इन दोनों एंगल्स के बीच के डिफरेंस फाइंड करे 120o यह एक एम्पीयर है इसी प्रकार Ic Iaएंगल120o Ic 3353 एंगल10343o एम्पीयर प्राप्त करेगा तो इसे कहते हैं इसे उदाहरण जानिए एक्सरसाइज रिफर स्लाइड टाइम 1731 तो यह r है इसे सोल्व करने के लिए इस एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया हैं उस सिंगल एक लाइन का मतलब है सिंगल लाइन एक लाइन वोल्टेज एक लाइन वोल्टेज यानि एक कनेक्टेड सोर्स यह दिया गया हैं यदि सोर्स इतने अधिक सोर्स इम्पिडेस के ∆ कनेक्टेड लोड से कनेक्ट हैं 20 एंगल 40o हमें एबीसी सीक्वेंस मानते हुए फेज और लाइन करंट पता लगाना होगा यह उस आंसरके लिए एक्सरसाइज़ हैं जिसका आंसर नही दिया गया हैं तो हम इसे करेंगे रिफर स्लाइड टाइम 1759 अब अगला बैलेंस्ड ∆ कनेक्शन है तो बैलेंस ∆∆ कनेक्शन के मामले में ∆ लोड एंगल ∆ सोर्स के मामले में तो उस स्थिति में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान रहता है तो अगर यह एक ∆ कनेक्शन हैं तो यह वही हैं जो भी Vab हैं वो इस फेज के अक्रॉस होंगे इसी तरह V कैपिटल AB समान हैं क्योंकि एक ∆ कनेक्शन लाइन से वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान रहता है तो यहाँ यह दोनों ∆ दोनों ∆है तो यह बैलेंस्ड है ∆ लोड ∆ है और सोर्स भी ∆है और इम्पीडेंस की सीरीज समान रहती है इसलिए Z ∆ Z ∆ दिया जाता है तो यह लाइन करंट I aIb I c है यह लाइन करंट हैं लेकिन दोनों ∆ हैं और ये फेज करंट IbIbIc हैं तो ∆ ∆ के लिए क्या बोलते है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज हम देखते है कि हम देखते हैं रिफर स्लाइड टाइम 1901 तो हमारा गोल फेज और लाइन करंट को प्राप्त करना है तो ∆ कनेक्टेड सोर्स या लोड लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के लिए क्योकि दोनों ∆∆ हैं कोई सवाल नही हैं कोई न्यूट्रल नही an bn cn इन सभी लाइन टू लाइन तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज रिफर स्लाइड टाइम 1915 तो यह लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज है तो Vab Vpएंगल 0VbcVp एंगल 120o और VcaVp एंगल 120o जानता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों समान हैं तो VL यहां पर यह यहाँ लिखा गया है Vp यहां मैंने यहां Vp VL लिखा है इसलिए VLएंगल0o यह एक हैं VLएंगल 0o और यह VLएंगल 0o यहाँ दोनों समान हैं तो VabVकैपिटल ABVbcVकैपिटल BCVcaVकैपिटल CA यहाँ यह वही बात है यहाँ यह कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल Aकैपिटल B कुछ भी नही हैं इसीलिए V स्माल ab V कैपिटल ABC इसी तरह Vbc एंगल VCL के लिए रिफर स्लाइड टाइम 2005 तो इसलिए फेज करंट केवल IABVabZ ∆हैं यदि सर्किट में आते है तो इस सर्किट में A ABVabZ ∆ यहाँ आता हैं तो इसी तरह rIBC और ICA यह IBCVbcZ ∆ICAVcaZ ∆ है रिफर स्लाइड टाइम 2027 इसलिए पहले की तरह हीनोड ABC पर KCL को अप्लाई करना अगर नोड ABC पर KCL अप्लाई होता है तो KCL प्राप्त होगा IaIAB ICAIbIBC यह बस तब होता हैं जब यह केवल उस सर्किट डायग्राम को पहले ड्रा करते हैं हम सिर्फ इस विडियो लेक्चर को सुनेगे मैं तो खुद का करता हूँ और IbIBC IAB और I c ICA IBC रिफर स्लाइड टाइम 2055 तो यह पहले ही दिखाया जा चूका हैं प्रत्येक लाइन करंट कोर्रेस्पोंडिंग फेज करंट से 30o से लेग करता है यह हमने पहले से ही इसे पिछले उदहारण में दिखाया हैं तो लाइन करंट का मैग्नीटीयूड IL यह फेज करंट के मैग्नीटीयूड का √3 टाइम हैं क्योकि यह लाइन करंट हैं और फिर यह ∆ कनेक्टेड लोड हैं इसलिए लाइन करंट √ 3 टाइम फेज करंट हैं जो हमने किया हैं और IL√3 I रिफर स्लाइड टाइम 2119 तो एक और छोटा सा उदहारण ले एक बैलेंस्ड ∆ कनेक्टेड लोड जिसका मैग्नीटीयूड 20 j15 Ω है एक ∆ कनेक्टेड सोर्स से कनेक्ट है वोल्टेज 330 एंगल 0o है जो Vab दिया गया है लोड एंगल और लाइन करंट के उस फेज करंट को कैलकुलेट करें रिफर स्लाइड टाइम 2137 तो इस मामले में Z∆ 20 j 15 इसलिए 25 एंगल 3687o Ω चूँकि Vab Vab फेज करंट IABVabZ∆ हैं तो Vab जानते हैं यह Z रखेंगे यह करंट 132 3687o एम्पीयर मिलेगा Refer Slide Time 2157 इसी तरह IBC उस Ib एंगल 120o रिलेशनशिप को जानते है यह IAB को यहाँ सबसिटीयूड करते हैं यह 132 एंगल 8313 एम्पीयर मिलेगा इसी तरह ICA को IAB 120o मिलेगा इसीलिए 132 एंगल 15687o एम्पीयर मिलेगा और हम √3 करंट और फेज करंट एंगल के लिए IL लाइन करंट जानते हैं ये सब हमने डीराइवड किया हैं इसे थोडा ध्यान में रखना होगा थोडा प्रैक्टिस आवश्यक है तो अगर ऐसा करते हैं तो I a Ib I c कि वैल्यू प्राप्त होगी मैग्नीटीयूड समान एंगल पर भी सबसिटीयूड एंगल का डिपेंडेंस फिर से 120o होगा मैग्नीटीयूड 2286o एम्पीयर हैं और ये एंगल हैं इसलिए यह एम्पीयर एम्पीयर है एक और बैलेंस्ड Y कनेक्शन हैं रिफर स्लाइड टाइम 2245 तो इस मामले में जिसमे हम उस सोर्स को ∆ कहते हैं वह हैं लेकिन लोड है इसलिए इस मामले में इस को लोड करते समयलाइन करंट फेज़ करंट हैं क्योकि वही करंट जिसे हम कहते हैं वही करंट i यहाँ इंटर करने जा रहा हैं तो लाइन करंट फेज करंट तो लेकिन इसे वोल्टेज सोर्स क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं और यह ∆ सोर्स पर ∆ है तो यहाँ भी एक ही फिलोसोफी होगी कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज 3 टाइम फेज वोल्टेज है और यह करंट I aIb I c और यह कैपिटल N है और यह ZyZy Zyहैं ∆ सोर्स हैं और लोड है लेकिन यहाँ लाइन करंट फेज़ करंट है इसीलिए लेकिन यहाँ लाइन r जिसे हम यहाँ क्या कहते हैं फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज3 क्योंकि लाइन वोल्टेज 3 टाइम' फेज वोल्टेज इसलिए यह सर्किट डायग्राम और सभी पोलरिटी हैं इन्सटेंटटेनिअस पोलरिटी के रूप में मैंने यह बताया हैं कि इसे कैसे मार्क किया जाए रिफर स्लाइड टाइम 2355 तो इसका मतलब है Vab हमने वही किया है Vp एंगल 0o VbcVp0o और Vca Vp0o किया है तो VLएंगल 0o VL0oVL रिफर स्लाइड टाइम 2411 अबइसे लूप करने के लिए KVL अप्लाई करे तो हमे क्या मिलेगा रिफर स्लाइड टाइम 2425 इसीलिए यदि K KM लाइनिंग इसे अप्लाई करे यदि इसे अप्लाई करे यदि KVL यहाँ अप्लाई करे यदि KVL यहाँ अप्लाई करे तो यह IaZy होगा इसलिए और करंट Ia यह हैं यह फ्लो हो रहा हैं लेकिन यह करंट इस तरह से जा रहा हैं तो यह IbZy होगा और यह पहले टेबुलर का सामना कर रहा हैं इसलिए -ab 0 इस तरह हम लिख सकते हैं कि वह एक्वेशन हमने यहाँ लिखा है वह एक्वेशन जो हमने यहाँ लिखा हैं IaZy IbZy Vab0 यानि Ia IbVabZy तो यह Ia IbVp एंगल 0 क्योकि VabVp एंगल 0zyVLएंगल 0Zy तो यहाँ यह दिया गया हैं कि VabVp एंगल 0लाइन वोल्टेज हम VL एंगल जीरो लिखते हैं तो यह ZyIa Ib है रिफर स्लाइड टाइम 2521 लेकिन Ia Ib से 120o से लेग करता है हम जानते हैं लेकिन Ib 120o से लेग करता हैं बस Ib Ia - 120o इसे यहां रखें इसे यहाँ रखे और सिम्प्लिफ्य करे यदि सिम्प्लिफ्य हो जाएगा तो IaVp√ 3 डिवाइडेड एंगल 30oZy रिफर स्लाइड टाइम 2533 तो लाइन वोल्टेज Vp जिसे क्या कहते हैं इसे VL√3 एंगल 30oZy के रूप में लिखा जा सकता हैं यहाँ हमने यहाँ लिखा हैं कि हमने लिखा हैं कि VabVLएंगल 0VLएंगल 120oVLएंगल सॉरी 120o तो इसी तरह यहाँ भी लिखे VL√3एंगल 30Zy Z या Zyयानि इसी तरह IbIaएंगल 120 ये में यहाँ सब्सीटीयूड करता हू यह में यहाँ सब्सीटीयूड करता हू यहाँ VL√3 एंगल 150 Z yमिलेगा रिफर स्लाइड टाइम 2621 इसी तरह Ic एक एंगल I20o रखेंगे Ia यहाँ Vp√3 एंगल Z डिवाइडेडZy और एंगल 90o मिलेगा तो VL√ 3 एंगल 90oZy तो यह सब कुछ है कि इस बात को बहुत सिंपल होने के लिए कुछ भी याद नही रखना हैं क्योंकि यदि फेज डिफरेंस 120o लेग्गिंग और लीडिंग है और बस सिंपल करना हैं यहाँ हमारे पास रिपीट फेज वोल्टेज हैं जिसको ∆ सोर्स के लिए कॉल करते हैं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज ∆ सोर्स के लिए समान रहते हैं और यदि यह एक ∆ सोर्स हैं तो फेज समान हैं तो ∆ सोर्स के लिए फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज तो सोर्स ∆ है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इसीलिए यहाँ इसे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज लिया जाता हैं यही कारण है कि इन सभी चीजो को फेज वोल्टेज से बदल दिया जाता हैं क्योकि सोर्स ∆ तो लाइन वोल्टेजफेज वोल्टेज हैं इन कुछ बातो का ध्यान मे रखना हैं तो मेरा मतलब हैं कि अगर इसे फेज के लिए रिप्रेजेंट करने कि कोशिश करे फेज ए के लिए कुछ भी कहा गया हैं उसे क्या कहे यदि देखे कि IaVL√3 एंगल 30Zy रिफर स्लाइड टाइम 2733 तो यदि इसे Vab 3 एंगल 30 से रिप्रेजेंट करते है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन VL√3 30o है और यह Zy है यह करंट फ्लो I a है तो Ia केवल VL 3 Zy एंगल 30 होगा क्या यह यह एक और क्योंकि Vab कुछ भी नहीं है लेकिन VL है तो यह केवल एक फेज से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यह हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिफर स्लाइड टाइम 2755 तो इसी तरह यदि फेजर डायग्राम बनाये तो यह Vab है यह Vbc है यह Vca है तो अगर यह पता लगाने की कोशिश की जाती हैं तो क्या कॉल करे अगर इसे बनाने कि कोशिश करें तो यह मेरा Vab हैं सभी 120o है 120 यह मेरा Vca है इसलिए यह मेरा Vbc नहीं तो बस मुझे इसे क्लियर करने दे यह डायग्राम वास्तव में ऐसा होगा यह मेरा Vbc है इसलिए यह मेरा Vbc है यह यहाँ के लिए तैयार किया गया हैं यह Vbc है और यह मेरा Vca है इसलिए यह मेरा Vca है इसलिए यह मेरा Vca है और यह मेरा Vbc हैं और यह b यही कारण हैं कि यह मेरा Vbc है जो यहाँ है जो कि मेरा Vab और यह मेरा Vca है बस इस ट्रायंगल को कॉम्पिटीटीव बनाएं और यदि सभी में शामिल हो तो यह वही होगा वास्तव में यह मेरा वही हैं कुछ इसे m के रूप में मार्क किया गया हैं तो यह फिगर 20 है और यदि ऐसा करते है तो यह एंगल 30o है और Van जिसे Van कहते हैं लेकिन VpVbn ने भी Vp हमने हल किया कि यहाँ जिसे हम सब मैग्नीटीयूड कहते हैं रिफर स्लाइड टाइम 2909 तो इसका मतलब है कि यह एक Vab Vab यह वास्तव भाग हैं वास्तव में Vab 2 यह आधा है यह एकुईलेटरल ट्रायंगल है तो Vab 2 यह Van है यह वास्तव में Vp है क्योंकि यह मैग्नीटीयूड Van है इसलिए यह Van Vp है तो यह Vp तो यहाँ cos 30o यहाँ Vp cos 30o है रिफर स्लाइड टाइम 2941 इसका मतलब हैइसका मतलब हैं यह वास्तव में Van cos 30o Van एंगल केवल मैग्नीटीयूड के लिए तो Vp 2 VL 2 इस डायग्राम से केवल मैग्नीटीयूड तो इसका मतलब है जिसे हम मोड़ val VL√3 cos कहते हैं उसे हम √ cos 3032 कहते हैं तो उस फेज वोल्टेज को क्या कहते हैं VL√3 VL लाइन वोल्टेज√3 अन्यथा लाइन वोल्टेज √3 टाइम फेज वोल्टेज इसलिए हम VanVL√3 एंगल 30o लिख सकते हैं तो इसका मतलब हैं यह वह हैं जिसका मतलब हैं यह मेरा Van हैं रिफर स्लाइड टाइम 3023 तोयह इस डायरेक्शन में Van हैं इसका मतलब है यह मेरा कहना हैं जेसा कि मैं एक रिफ़रेंस डाल रहा हूं यह Van है अगर मैं इसे बनाता हूं क्योकि यह डायरेक्शन हैं इसलिए Van Vb से 30o से लेग करेगा यही कारण है कि Van VL √3 एंगल 50 है तो Vp√3 एंगल 30o रिफर स्लाइड टाइम 3057 इसी तरह Vbn के लिए और इसी तरह Vcn के लिए इसका मतलब है अगर इसे यहाँ प्लॉट करे तो यह मेरा क्या कहते है Van Vbn Vcn हैं अगर इसे यहाँ प्लॉट करेइसलिए इस मामले में यह Van होगा तो यह मेरा Van पहले जेसा ही था पहले यह 30o शिफ्ट कर रहा था लेकिन इसे 30o इस Van की तरह लिखा पहले की तरह तो यह तब Vbn Vp V√ 3 एंगल 15050 और Vcn एक Vpn √3 एंगल 90o होगा रिफर स्लाइड टाइम 3125 तो यह r है जिसे हम क्या कहते हैं और Van rIa Zy वह VL √3 एंगल 30 Vp √ 3 एंगल 30o हैं क्योंकि लाइन सोर्स ∆ कनेक्शन सोर्स लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज हैं इसलिए हम V BNVan एंगल जानते हैं क्योकि एंगल 120o क्योंकि यह 120o से लेग कर रहा हैं बस रिलेशन हमें उपयोग करना है और यदि V CN Van120o रखा जाए तो इसे हम कहते हैं यदि सब्सीटीयूड VanVp√3 यहाँ Vp √ 3 एंगल 150o होगा और यदि इसे यहाँ VanVp√3 एंगल 30 बनाते हैं तो यह Vp√30 एंगल 90o होगा Glossary English Word Word Meaning possible पोसिबल संभव calculation कैलकुलेशन गणना करना dependance डिपेंडेंस निर्भरता relation रिलेशन संबंध